अगला हम PIC माइक्रोकंट्रोलर श्रृंखला को देखेंगे तो यह हमारे पास बहुत ही सरल माइक्रोकंट्रोलर है और हमारे पास इस तरह के प्रोसेसरो की एक श्रृंखला है इसलिए हम इसे PIC माइक्रोकंट्रोलर का एक परिवार कहते हैं तो आपके पास PIC के साथ माइक्रोकंट्रोलर में बहुत सरल प्रोसेसर हो सकते है या आपके पास अधिक उन्नत संस्करण भी हो सकते हैं तो जब आप इस PIC को देखते हैं तो संरचना इन घटकों से मिलकर होती है वहां एक माइक्रोकंट्रोलर यूनिट या MCU है माइक्रोकंट्रोलर यूनिट में माइक्रोप्रोसेसर यूनिट होती है जो प्रसंस्करण भाग को करेगी ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर का अनुसरण करते है तो प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी वे अलग अलग हैं इसलिए हमें इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोग्राम मेमोरी और डेटा एक्सेस के लिए डेटा मेमोरी मिला है फिर हमें I O पोर्ट मिल गए हैं और यह टाइमर जैसे डिवाइस को भी समर्थन करेगा माइक्रोकंट्रोलर के 18F परिवार उनके पास ये सभी चीजें होंगी सचित्र रूप से हम इसे इस तरह देख सकते हैं जैसे कि हमें माइक्रोप्रोसेसर यूनिट या एमपीयू मिला है और एड्रेस और डेटा बसें हैं तो यह प्रोग्राम मेमोरी डेटा मेमोरी I O पोर्ट और सपोर्ट डिवाइस वे सभी बस से जुड़े हैं तो यह प्रोग्राम है और उनका एड्रेस और डेटा बस वहां हैं जहां से वे एमपीयू से जुड़े हुए हैं इसे और अधिक विस्तार में जानने की कोशिश करते है MPU 2 प्रमुख भाग में विभाजित किया जा सकता है एक भाग ALU भाग है जहाँ यह अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन कर रहा होगा और दूसरा भाग रजिस्टर भाग है इसलिए यह रजिस्टर ऑपरेशन करेगा यह PIC18F परिवार इसके पास 21 बिट एड्रेस बस है यह 2MB मेमोरी प्रोग्राम मेमोरी और 16 बिट इंस्ट्रक्शन या डेटा बस रखता है आपको 2 मेगाबाइट स्थान मिले हैं और प्रत्येक स्थान 16 बिट राइट है और डेटा मेमोरी भाग के लिए 12 बिट एड्रेस बस और 8 बिट डेटा बस मिले है तो 12 बिट एड्रेस बस को 4 किलोबाइट डेटा मेमोरी और 8 बिट डेटा बस मिली है इसलिए हर डेटा स्थान 8 बिट है तो यह प्रोग्राम बस और डेटा बस वे अलग हैं प्रोग्राम मेमोरी के लिए एड्रेस बस और डेटा मेमोरी के लिए एड्रेस बस वे अलग हैं और हमें रजिस्टर मिले हैं जैसे कि हमें बैंक सेलेक्ट रजिस्टर मिले हैं हम वैकल्पिक रजिस्टर बैंक का चयन कर सकते हैं हमारे पास फ़ाइल सेलेक्ट रजिस्टर हो सकता है तो कुछ स्पेशल फ़ंक्शन रजिस्टर भी हैं उनका चयन किया जा सकता है उसके द्वारा और आप देखते हैं कि 8051 की तरह हमारे पास रजिस्टर भी मेमोरी का हिस्सा हैं तो यहाँ भी वही बात है रजिस्टर भी मेमोरी का हिस्सा हैं इसलिए हमारे पास कोई अन्य सीपीयू रजिस्टर नहीं है वे सभी प्रोग्राम मेमोरी का हिस्सा हैं और फिर एक बैंक सेलेक्ट रजिस्टर है और एक फाइल सेलेक्ट रजिस्टर है तो बैंक सेलेक्ट रजिस्टर एक एकल रजिस्टर है जो यह बताएगा कि हम किस रजिस्टर बैंक का उपयोग करने जा रहे हैं और फाइल सेलेक्ट रजिस्टर वे मेमोरी से रजिस्टर के चयन के लिए सूचक के रूप में कार्य करेंगे फिर हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है जो वहां एएलयू की तरफ होगा हमारे पास डब्ल्यू रजिस्टर या वर्किंग रजिस्टर है यह कुछ भी नहीं है लेकिनअक्मुयुलेटर है इसलिए अन्य प्रोसेसेज के विपरीत हमने अक्मुयुलेटर को देखा है तो यह A रजिस्टर अक्युमिलेशन का काम करता है सभी कार्य इस डब्ल्यू रजिस्टर के संबंध में होगा उसके बाद यह स्टेटस रजिस्टरहै तो यह स्टेटस रजिस्टरहै जो कि अन्य प्रोसेसर की स्टेटस रजिस्टर के समान है और एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर है तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अब क्या होने वाला है जैसे इंस्ट्रक्शन पहले इस इंस्ट्रक्शन डिकोडर पर आ रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर अन्य सभी मॉड्यूल को नियंत्रित करेगा जो वहां हैं और फिर हमें यह मेमोरी सेलेक्ट रजिस्टर मिल गया है वे उस रजिस्टर का चयन करेंगे जहां से डेटा लाया जाना है और वे ऐसा करेंगे आप डब्ल्यू रजिस्टर को एक स्रोत और गंतव्य के रूप में कुछ ऑपरेशन करेंगे डब्ल्यू रजिस्टर से आप मूल्यों को अन्य रजिस्टरों में स्थानांतरित कर सकते हैं आपको बाद में कुछ उदाहरण दिखाए जायेंगे और हमें VSS और VDD जैसी अन्य चीजें मिली हैं यहां यह वीडीडी पावरलाइन है और वीएसएस ग्राउंड लाइन है फिर एक रिसेट पिन होता है जिसके द्वारा हम प्रोसेसर को रिसेट कर सकते हैं और एक इंटरप्ट होता है जिसके द्वारा हम कई प्रकार के इंटरप्ट कर सकते हैं फिर हमें इस रीड और राइट के लिए 2 और कंट्रोलर मिल गए हैं तो वे रीड राइट ऑपरेशन को नियंत्रित करेंगे उस मेमोरी को रीड राइट सिग्नल प्रदान करके अब यदि आपने इस माइक्रोप्रोसेसर इकाई पर गौर किया है तो इसे यह अरिथमेटिक लॉजिकल इकाई रजिस्टर और कण्ट्रोल इकाई मिली है तो अरिथमेटिक लॉजिकल इकाई में इंस्ट्रक्शन डिकोडर होगा सभी इंस्ट्रक्शन 16 बिट इंस्ट्रक्शन हैं तो यह इंस्ट्रक्शन डिकोडर में एक 16 बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा और यह स्टेटस रजिस्टर यह स्टेटस फ्लैग को संग्रहीत करता है तो वहाँ 5 बिट स्टेटस रजिस्टर हैं और डब्ल्यू रजिस्टरवर्किंग रजिस्टर कहा जाता है जो वास्तविक में 8 बिट अक्युमुलेटर है तो यह 8051 या 8085 के उस अक्युमुलेटर रजिस्टर के समान है यह उसी के समान है अगला हमारे पास यह रजिस्टर है माइक्रोप्रोसेसर यूनिट में कुछ रजिस्टर होंगे जैसे एक महत्वपूर्ण रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर है और चूंकि एड्रेस बस 21 बिट है इसलिए प्रोग्राम काउंटर भी 21 बिट है फिर एक बैंक सेलेक्ट रजिस्टर है जो 4 बिट रजिस्टर होता है इसका उपयोग डेटा मेमोरी को सीधे संबोधित करने में किया जाता है तो आप उस डेटा मेमोरी सामग्री का चयन कर सकते हैं जिसे आप डेटा मेमोरी से इस रजिस्टर वर्किंग रजिस्टर में लोड कर सकते हैं या आप इस वर्किंग रजिस्टर के साथ उस डेटा मेमोरी रजिस्टर का ऑपरेशन कर सकते हैं इस प्रकार बैंक का चयन 4 बिट रजिस्टर द्वारा किया जाता है जिसे बीएसआर बैंक सेलेक्ट रजिस्टर कहा जाता है और यहाँ फाइल सेलेक्ट रजिस्टर है ये 12 बिट रजिस्टर होते हैं जिनका उपयोग डेटा मेमोरी के अप्रत्यक्ष एड्रेस के लिए मेमोरी पॉइंटर्स के रूप में किया जाता है तो ये 12 बिट रजिस्टर हैं और इन्हें डेटा मेमोरी के पॉइंटर के रूप में उपयोग किया जाएगा तो वे इंडिरेक्ट एड्रेसिंग मोड में उस पॉइंटर को प्राप्त करने के लिए उपयोगी हैं यदि आप कुछ ऑपरेंड या कुछ इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो वे वहां इस फाइल सेलेक्ट रजिस्टर का उपयोग करेंगे फिर कण्ट्रोल यूनिट हैं जो टयमिनग और कण्ट्रोल संकेत प्रदान करेंगे और रीड राइट ऑपरेशन इस कण्ट्रोल यूनिट के माध्यम से किया जाएगा हमें 2 एड्रेस बस मिले है एक प्रोग्राम मेमोरी के लिए है और दूसरी डेटा मेमोरी के लिए है प्रोग्राम मेमोरी के लिए हमें 21 बिट एड्रेस बस मिल गई है तो संबोधित करने की क्षमता 2 मेगाबाइट होगी और प्रत्येक स्थान 16 बिट्स का होगा तो यह 2 मेगा में 2 मेगा वर्ड होगा प्रत्येक वर्ड 2 बाइट लंबा है और फिर हमें यह डेटा मेमोरी मिल गई है जिसके लिए 12 बिट एड्रेस बस है तो यह 4 किलोबाइट होगा क्योंकि डेटा मेमोरी के लिए डेटाबेस 8 बिट है तो यहां तक कि यह मेमोरी 4 किलोबाइट मेमोरी है प्रोग्राम मेमोरी के लिए 16 बिट इंस्ट्रक्शन डेटाबेस है इसलिए जब आप एक प्रोग्राम मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं तो प्रोग्राम मेमोरी दो अलग अलग उद्देश्यों के लिए एक्सेस हो सकती है एक उद्देश्य इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना है और दूसरा उद्देश्य कांस्टेंट जो हमारे पास है तो आप ऑपरेशन करने के लिए प्रोसेसर में प्रोग्राम मेमोरी से कुछ कांस्टेंट मूल्य लोड कर सकते हैं तो मूल रूप से तत्काल ऑपरेंड जब आपको तत्काल ऑपरेंडमिले तो वे भी इंस्ट्रक्शन के भाग में संग्रहीत किए जाते हैं इस तरह यह एक 16 बिट इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्राम मेमोरी से जुड़ता है इसलिए यदि कोई निर्देश उस कांस्टेंट डेटा का उपयोग करता है तो वह 16 बिट कांस्टेंट का उपयोग करेगा या यदि वह डेटा मेमोरी में प्रोग्राम में वैरिएबल के मानों को संग्रहीत कर रहा है तो वह 8 बिट डेटा बस का उपयोग कर सकता है और वे वैरिएबल 8 बिट राइट होंगे और हमें कण्ट्रोल संकेत रीड और राइट के संचालन के लिए मिला है तो 18F परिवार कई प्रकार के होते हैं तो 452 या 4520 है इसलिए यह थोड़ा सुधरा हुआ संस्करण है जहाँ प्रोग्राम मेमोरी का आकार 32 किलो है और फिर यह एड्रेस श्रेणी 0 से 7FFF है और फिर डेटा मेमोरी का आकार बढ़ाया जाता है तो यह 4 किलोबाइट होने जा रहा है एड्रेस 000 से FFFF H तक है और एक अन्य डेटा EEPROM है यह डेटा मेमोरी स्पेस का हिस्सा नहीं है और यह एसएफआरएस जैसे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर द्वारा एक्सेस किया जाता है हमने कहा कि यहाँ बैंक सिलेक्ट रजिस्टर और फाइल सेलेक्ट रजिस्टर हैं तो फाइल सेलेक्ट रजिस्टर इस उद्देश्य के लिए स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का उपयोग करेगा तो यह संरचित है प्रोग्राम मेमोरी में 21 बिट एड्रेस बस होगी जिसमें से यह भाग उपयोगी होगा इसलिए यह केवल 32K प्राप्त करेगा तो मेमोरी का यह हिस्सा अप्रयुक्त है तो 800 से 1 FFFF यह हिस्सा अप्रयुक्त है इसलिए इसे केवल 32K प्रोग्राम मेमोरी मिली है दूसरी ओर डेटा मेमोरी इसके पास 12 बिट एड्रेस बस है और उनकी डेटा मेमोरीमें 4 किलोबाइट शामिल है और फिर यह डेटा रजिस्टर और फ़ाइल रजिस्टर मिल गया है तो दोनों वहाँ हैं इसलिए डेटा मेमोरी को बैंकों में विभाजित किया जाता है क्योंकि मैं बता रहा था कि बैंक सेलेक्ट रजिस्टर है तो बैंक सेलेक्ट रजिस्टर एक 4 बिट रजिस्टर है इसलिए इसमें बैंक नंबर 0 से F तक हो सकता है तो आपको यह 0 से F बैंक का चयन मिल गया है और फिर इसमें से प्रत्येक बैंक में कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर और कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होंगे तो यह 00 से 7F पर आल पर्पस रजिस्टर है तो जब जनरल पर्पस रजिस्टर यहाँ हो सकते हैं तो यह है कि इस स्थान में 128 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं और एक और 128 स्पेशल फंक्शन रेजिटेर है तो 256 डेटा रैम स्थानों में से प्रत्येक ब्लॉक डेटा मेमोरी लोकेशन को रजिस्टरों में विभाजित किया जाता है जिसमें से 128 जनरल पर्पस और 128 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते है और आप इसे चुन सकते हैं आप इस बीएसआर बिट्स को चुनकर उचित बैंक का चयन कर सकते हैं इस बीएसआर बिट को ठीक से सेट करते हुए आप बैंक 0 से बैंक F तक सभी 16 बैंकों को चुना जा सकता है I O पोर्ट यहाँ पर अनेक I O पोर्ट होती है पोर्ट A से PORT E तक तो A B C D E वहां 5 ऐसे I O पोर्ट होते हैं और अधिकांश I O पिन मल्टीप्लेक्स होते हैं इसलिए वे 8051 पोर्ट की तरह ही बहुक्रियाशील हैं वे यहां भी बहुक्रियाशील होने जा रहे हैं आम तौर पर उनके पास 8 इनपुट आउटपुट पिन होते हैं हर पोर्ट में उन्हें 8 इनपुट आउटपुट पिन मिले हैं और यह एड्रेस पहले से ही इस पोर्ट को दिया गया है तो यह एड्रेस है पोर्ट ए के लिए हैं यह ठीक है और प्रत्येक पोर्ट की पहचान की जाती है उनके स्पेशल फंक्शन रेगिस्टर्स से जैसे आपके 8051 में आपने देखा है कि मेमोरी का उपयोग करते हुए हमें पोर्ट P0 P1P2P3 इनके अनुरूप स्थान मिले हैं तो यहाँ भी इन प्रत्येक पोर्टों के लिए पोर्ट Aसे पोर्ट E से संबंधित मेमोरी लोकेशन हैं जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टरों को बुलाएगा तो जैसे आप 8051 में mov इंस्ट्रक्शन जिसके द्वारा डाटा का गति इंडिविजुअलपोर्ट की तरफ कंट्रोल किया जा सकता है और वे वास्तव में कुछ मेमोरी स्थानों पर मैप किए जाते हैं तो यहाँ भी वही बात है वे मेमोरी स्थानों पर मैप किए जाते हैं और फिर डेटा और स्थान और फिर प्रत्येक पोर्ट को कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर द्वारा पहचाना जाता है तो यह विचार है मुझे यह PORT A POPRT B PORT C PORT D PORT E जैसा मिला है और फिर इस प्रोसेसर के हमें डेटा मेमोरीके लिए 12 बिट एड्रेस बस और 8 बिट डेटा बस मिला है तो वे 12 बिट एड्रेस से जुड़े हुए हैं इसलिए कुछ PORT A का चयन करेंगे और यह 12 बिटएड्रेस भी PORT B का चयन करेगा स्वाभाविक रूप से यह एड्रेस तय हैं इसलिए यदि आप एक विशेष एड्रेसलगाते हैं तो PORT A चयनित हो जाएगा या PORT B चयनित हो जाएगा और आप देखेंगे कि ये वैकल्पिक विकल्प हैं जो हमारे पास हैं यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि उनका क्या अर्थ है तो मूल रूप से इनका यह लाइन वास्तव में आरए 0 से आरए 6 के लिए हैं तो ये पोर्ट लाइन्स हैं तो यह 7 लाइन्स को दिखाया गया है और इसे कुछ वैकल्पिक फ़ंक्शन एनालॉग 0 एनालॉग 1 और एनालॉग 2 एनालॉग 3 मिल गया है इसलिए इनका उपयोग भी किया जाता है तो आप इसके माध्यम से कुछ ADC कनेक्ट कर सकते हैं और जब भी आप कुछ एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण कर रहे हैं तो इन एनालॉग चैनलों को वहां से जोड़ा जा सकता है तो अगर 4 एनालॉग चैनल हैं जो एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण के लिए जुड़े जा सकते हैं और यह VREF प्लस V REF माइनस है तो इसका उपयोग ADC के लिए किया जाता है और फिर यह कुछ अन्य पिन्स हैं जैसे कि टाइमर क्लॉक के लिए और मुझे ऐसा ही कुछ लगता है तो फिर एक प्रोग्राम है ये कुछ अन्य कण्ट्रोलबिट हैं इसलिए आप मैनुअल से उनके अर्थ का पता लगा सकते हैं इसलिए जो मैं दिखाना चाहता हूं वह यह है कि ये सभी पिन मल्टीप्लेक्स हैं वे इंडिविजुअल पिन के लिए बिल्कुल समर्पित नहीं हैं फिर यह INT 0 INT 1 INT 2 तो ये इंटरप्ट के लिए हैं इस तरह यह 8051 की तरह है हमें पिंस मल्टीप्लेक्स पोर्ट पिंस मल्टीप्लेक्स मिल गया है इसलिए यहां भी वही है जो हमें मिला है यह पोर्ट पिन मल्टीप्लेक्स है इसलिए यदि आप डेटा ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं तो पैरेलल डेटा ट्रांसफर या सीरियल डेटा ट्रांसफर हो सकता है तो ये दोनों डेटा ट्रांसफर तकनीक है इसलिए आप इसे 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं एक माइक्रोप्रोसेसर इकाई द्वारा स्थानांतरण शुरू किया जाता है या दूसरा बाहरी डिवाइस द्वारा स्थानांतरण शुरू किया जाता है इसलिए दोनों में से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है जब माइक्रोप्रोसेसर ने पहल की तो यह अनकंडीशनल हो सकता है अनकंडीशनल का अर्थ है कि प्रोसेसर डिवाइस के लिए डेटा बस पर डेटा डाल देगा और यह माना जाता है कि डिवाइस इसे स्वीकार करेगा इसलिए इस पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया पर अन्य नियंत्रण है या पुल्लिंग हो सकती है तो यह प्रोसेसर डिवाइस को यह देखने के लिए पुल्ल करेगा कि डिवाइस डेटा भेजने या प्राप्त करने के लिए तैयार है या नहीं इसलिए यदि यह है संदर्भ समय 1551 यदि यह तैयार है तो केवल स्थानांतरण होगा जो कि पुलिंग मोड ट्रांसपोर्ट है या हैंडशेक हो सकता है जब प्रोसेसर तैयार हो जाता है प्रोसेसर कुछ डेटा भेजने के लिए तैयार होता है तो यह डेटा को डेटा बस में डाल देगा और कुछ वैध सिग्नल भी डाल देगा इसलिए 2 मॉड्यूल के बीच में अगर हम हैंडशेक मोड के द्वारा डेटा ट्रांसफर देख रहे हैं तो यह इस तरह है तो अगर यह एक डिवाइस 1 है और यह एक डिवाइस 2 है तो वहाँ यह एक डेटा लाइन है जो जुड़ा हुआ है और इसलिए कम से कम 2 कंट्रोल आवश्यक हैं जिन्हें एक वैलिड डेटा कहा जाता है और दूसरे को एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है और स्थानांतरण इस तरह से होता है कि प्रारंभिक D1 डेटाबेस पर उस डेटा को डाल देगा यह डेटा है जो इस फैशन में बेहतर दिखाया गया है इसलिए इस डेटा को सामान्य रूप से वैलिड डेटा दिखाया जाता है सामान्य रूप से इसे इस तरह दिखाया जाता है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक डेटा वैलिड है डेटा को डेटा बस में डाल दिया गया है तो यह एक डेटा लाइन है यहां मुझे डेटा मिला है फिर डेटा डालने के बाद यह वैलिड सिग्नल देगा इसलिए वैलिड सिग्नल सक्रिय है इसलिए जब उन्होंने देखा कि यह डेटा तब तक रहेगा जब तक कि वैलिड सिग्नल मौजूद है कुछ समय बाद इस वैलिड सिग्नल को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर जब वे इस पर थे तब यह नीचे गिर रहा होता है उस समय यह वैलिड सिग्नल होता है रिसीवर द्वारा डेटा प्राप्त किया जाता है तो यह डेटा रिसीवर द्वारा प्राप्त किया जाएगा तो डेटा रिसीवर रिसीवर डिवाइस द्वारा प्राप्त किया जाएगा इस तरह से तो यह इस प्रकार से होता है यह फॉलिंग एज है इसलिएयह मूल्य इस डाटा रिसीवर में ट्रिगर किया जाएगा तो यह रिसीवर के अंत में डेटा है इसलिए डेटा यहाँ प्राप्त किया गया है और उसके डेटा प्राप्त होने के बाद यह उस में अखनोव्लेद्गेमेन्ट संकेत डाल देगा तो यह अखनोव्लेद्गेमेन्ट संकेत कुछ यहाँ रखा गया है यह अखनोव्लेद्गेमेन्ट संकेत दिया गया है इसलिए इस अखनोव्लेद्गेमेन्ट संकेत को प्राप्त करने पर यह डेटा बस से हटा दिया गया है तो जब यह अखनोव्लेद्गेमेन्ट संकेत दिया जाता है तो ये डेटा लाइन से डेटा को हटाने में ट्रिगर हो सकता है तो इस तरह से डेटा ट्रांसफर के लिए 2 उपकरणों के बीच उचित हैंडशेक होगा तो हमारे पास इस प्रकार के हैंडशेकिंग मोड का डेटा ट्रांसफर का तरीका हो सकता है जो कि यदि यह बाहरी डिवाइस द्वारा सक्रिय हो तो काफी अलग होगा जब डिवाइस ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो तो यह MPU को एक इंटरप्ट देगा और फिर यह MPU डेटा ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करेगा तो कई डेविसेस हैं जो इस प्रोसेसर द्वारा समर्थित हैं जैसे कि यह टाइमर यह तुलना करेगा मॉड्यूलेशन के साथ इस पल्स को तो यह सब इस टाइमर द्वारा किया जा सकता है फिर सीरियल कम्युनिकेशन होता है जो इस मास्टर सिंक्रोनस सीरियल पोर्ट MSSP द्वारा किया जाता है और एक USART भी होता है तो यह सिंक्रोनस सीरियल पोर्ट यह सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए है और UARTहै यह यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर है तो यह सामान्य रूप से इस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है अब हमारे पास ए डी कनवर्टरAD converter पैरेलल स्लेव पोर्ट या पीएसपी हो सकता है तो हमारे पास डेटा EEPROM है तो ये विभिन्न प्रकार के डिवाइस हैं जो आपके पास PIC माइक्रोकंट्रोलर के साथ हैं इसलिए यदि आपके उपकरण किसी भी मोड का समर्थन करते हैं या यदि आपको इन सभी चीजों की आवश्यकता है तो आप डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आपको कुछ एनालॉग सिग्नल चाहिए तो आप इस ए डी ADचैनल से कनेक्ट कर सकते हैं और ए डीAD कनवर्टर ऐसा है जो इस बात का ध्यान रखेगा तो यह बात है कि मैं इस माइक्रोप्रोसेसर इकाई के बारे में बात कर रहा था तो इसे यह I O पोर्ट मिल गया है और यह डेटा मेमोरी है और डेटा मेमोरी का हिस्सा है इसलिए यह इस सपोर्ट डिवाइस को समर्थन करेगा तो आपको यह टाइमर 0 टाइमर 1 टाइमर 2 टाइमर 3 मिले है इसलिए 4 टाइमर हैं 1 मल्टी चैनल ए डी कनवर्टर AD converter और इसमें 4 चैनल हैं क्यों यह और यह सब ए डी कनवर्टर AD converter जोड़ा जा सकता है हमें यह अन्य डिवाइस CCP1 2 यह सीरियल पोर्ट यूजर पैरेलल स्लेव पोर्ट डेटा EEPROM मिले है तो यह सब जोड़ा जा सकता है इसलिए यदि आप इन डिवाइस को चाहते हैं तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं विशेष सुविधाओंजैसे की यह एक स्लीप मोड है तो जिसमें हम प्रोसेसर को स्लीप मोड भेज सकते है तो यहाँ पावर की खपत कम होगी तो एक वॉचडॉग टाइमर मोड है यह इसलिए है कि यदि कुछ समय सीमा चूक होने वाली है तो आप उस स्थिति का पता लगा सकते हैं तो यह इस तरह है कि हमने मान लिया है कि हमें कुछ इंटरप्ट मिले है और अगर वह इंटरप्ट आते है तो इन इंटरप्ट सर्विस रूटीनो को निष्पादित करना होगा अब यदि इंटरप्ट सर्विस रूटीन कुछ पूर्व निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं होती है उदाहरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन के लिए शायद हम कहते हैं कि इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को 2 सेकंड के भीतर खत्म हो जानी चाहिए अब यदि 2 सेकंड के भीतर वह इंटरप्ट सर्विस रूटीन को समाप्त नहीं किया जाता है तो इसे सिस्टम की विफलता के रूप में लिया जा सकता है और कुछ उच्च स्तरीय गतिविधि को ट्रिगर करना पड़ता है उदाहरण के लिए यदि कोई स्मोक डिटेक्टर है जो कुछ आग का पता लगाता है और तब यह आग बुझाने का यंत्र बहुत कम समय के भीतर सक्रिय नहीं होता है तो हमें कुछ उच्च स्तरीय कार्रवाई करने की आवश्यकता है शायद हमें इस फायर ब्रिगेड को इस आपातकालीन स्थिति और उस सब के बारे में सूचित करना होगा इसलिए इस तरह से कुछ फिक्स टाइम यूनिट होगी जिसके द्वारा इस ISR को खत्म किया जाना चाहिए तो ऐसा करने के लिए इस ISR कोड को लिखने के अलावा हम ISR की शुरुआत में क्या करते हैं इसलिए हम एक टाइमर भी शुरू करते हैं तो आपने भी टाइमर शुरू किया और फिर ISR के अंत में उस टाइमर को निष्क्रिय कर देते हैं इसलिए यदि ISR 2 सेकंड के भीतर खत्म हो जाता है तो यह टाइमर अक्षम हो जाएगा इसलिए यह सिस्टम ऑपरेशन को प्रभावित नहीं करेगा या यदि ISR 2 सेकंड के भीतर खत्म नहीं हुआ है तो यह टाइमर ओवरफ्लो हो जायेगायह टाइम आउट हो जायेगा और यह दूसरा इंटरप्ट चालू करेगा जो उच्च स्तर के इंटरप्ट के रूप में माना जायेगा तो यह हमारे पास वाचडॉग टाइमर हो सकतेहै इस प्रकार के टाइमर वे एक टाइमर हैं और उन्हें वॉचडॉग टाइमर कहा जाता है फिर हमें कोड प्रोटेक्शन मिला है इसलिए कोड को सुरक्षित किया जा सकता है एक्सेस के लिएतो हमारे पास कुछ एड्रेस रेंज है जो सुरक्षित है फिर सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग में यह संभव है जब सर्किट ऑपरेशन में हैहम क्रमिक रूप से कुछ प्रोग्राम को पावर को माइक्रोकंट्रोलर में स्थानांतरित कर सकते हैं और यहाँ सर्किट डिबगर है तो यह डीबग्गर ऑपरेशन डीबग्गर जॉब को करने वाला होगा तो यह डीबग्गर जॉब कर रहा होगा और वहां डिबगर सिस्टम के साथ समस्याओं का पता लगाने के लिए उपयोगी होगा तो यह है वह प्रोग्रामिंग मॉडल सिस्टम के एक यूजर के रूप में आप यह पता लगा सकते कि हमें यह एमपीयू मिला है जिसमे ये एएलयू और रजिस्टर है तो एएलयू में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है फिर टेबल लैच फिर हमारे पास यह 5 बिट्स स्टेटस रजिस्टर हैअब यह वर्किंग रजिस्टर है और वह प्रोडक्ट रजिस्टर है जो की मल्टिप्लिकेशन परिणाम के लिए है और हमें यह रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर मिला है फिर यह टेबल पॉइंटर्स वे इनडायरेक्ट एक्सेस के लिए इस विभिन्न स्थान की ओर इशारा करेंगे फिर यह बिट सिलेक्ट रजिस्टरफिर यह फाइल सेलेक्ट रजिस्टर है जोकि 3 रजिस्टर FSR1 2 और 3 हैं इन्हें चुनने के लिए उपयोग किया जा सकता है तो यदि आपको ये बीएसआर में 0 का उपयोग करते है तो तो यह इस बैंक 0 का चयन करेगा बीएसआर 1 बैंक 1 का चयन करेगा फिर यह बैंक 0 इसे जीपीआरएस और एसएफआरएस में विभाजित किया गया है तो जनरल पर्पस रजिस्टर और I O स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है इसके अलावा I O सब कोड IO sub codeऔर अन्य समर्थन डिवाइस हैं जो वहां हैं तो यह विभिन्न PIC कंट्रोलर की एक सूची है जो हमारे पास है उनकी क्षमता और चीजें इसलिए यदि आप इस निर्देश को देखते हैं तो 77 असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन हैं तो पिछले संस्करणों में इसके 33 या 35 इंस्ट्रक्शन थे लेकिन इस नए संस्करण को इस तरह के इंस्ट्रक्शनकी अधिक संख्या मिली है जिस तरह से यह PIC अधिक शक्तिशाली बन गया है इसलिए अन्य प्रोसेसर की तुलना में निर्देशों की संख्या बहुत कम है लेकिन हम देखेंगे कि यह माइक्रोकंट्रोलर अनुप्रयोगों को करने के लिए काफी शक्तिशाली है